इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने टेस्ट पैटर्न जनरेशन के बारे में बात की कि हम टेस्ट कैसे उत्पन्न कर सकते हैं अब एक टिप्पणी जो हमने अंत मे की हमने कहा कि कॉम्बिनेशनल ATPG यथोचित है हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो बड़े सर्किट के लिए भी कॉम्बिनेशनल टेस्ट वेक्टर्स उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन सीक्वेंशियल ATPG एक समस्या है सबसे पहले इसमें बहुत समय लगता है दूसरे यह अच्छा फाल्ट कवरेज प्रदान नहीं करता है जिसका अर्थ है कि यह अक्सर फॉल्ट्स में से कई के लिए टेस्ट्स का पता लगाने में सक्षम नहीं है मुख्य रूप से अंदर या फ्लिप फ्लॉप के अंदर भंडारण तत्वों के अस्तित्व के कारण फ्लिप फ्लॉप्स को बाहर से इनिशियलाइज़ करना इतना आसान नहीं है अब जब तक हम फ्लिप फ्लॉप को इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं तो जब हम इनपुट लागू करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि आउटपुट क्या होगा तो हमे कुछ तकनीकों जिन्हें टेस्टेबिलिटी के लिए डिज़ाइन कहा जाता है के लिए जाते है क्योंकि लगभग सभी व्यावहारिक सर्किट प्रकृति में सीक्वेंशियल हैं इसलिए हम सीक्वेंशियल ATPG उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वे बहुत धीमी गति के और इतने अच्छे नहीं होते हैं तो हम इन समस्याओं को एक अलग तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं आइए देखते हैं तो टेस्टेबिलिटी के लिए डिजाइन के पीछे मूल प्रेरणा क्या है DFT का मतलब है कि वे डिजाइन तकनीकों के एक सेट के लिए खड़े हैं जो टेस्ट जनरेशन और टेस्ट आवेदन को आसान और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है यह एक बहुत ही सामान्य कथन है लेकिन कैसे विशेष रूप से DFT तकनीक जो अभ्यास में उपयोग की जाती हैं वे अ सीक्वेंशियल सर्किट टेस्टिंग की कठिनाई को संबोधित करते हैं आप देखें कि मैंने उल्लेख किया है कि सीक्वेंशियल सर्किट के लिए मुख्य बाधा फ्लिप फ्लॉप है वे ब्लैक बॉक्स के अंदर हैं जो सर्किट है और मैं केवल बाहर से इनपुट लागू कर सकता हूं इसलिए जब तक मैं फ्लिप फ्लॉप को इनिशियलाइज़ नहीं करता मैं टेस्ट नहीं चला सकता यह सीक्वेंशियल सर्किट की एक बड़ी समस्या है इसलिए टेस्टेबिलिटी तकनीक के लिए किसी भी डिजाइन के लिए मुझे इस सवाल का हल ढूंढना और ढूंढना है कि फ्लिप फ्लॉप को आसानी से कैसे शुरू किया जाए और जब भी मैं चाहता हूं फ्लिप फ्लॉप के राज्यों का निरीक्षण कैसे करें आम तौर पर ये दोनों प्रश्न एक सामान्य सीक्वेंशियल सर्किट में कठिन होते हैं लेकिन अब आप कह रहे हैं हम कुछ डिजाइन नियमों डिजाइन को टेस्ट करने के नियमों के लिए तैयार कर रहे होंगे जिनका यदि हम अनुसरण करते हैं तो यह हमारे सर्किट को आसानी से टेस्ट योग्य बना देगा इसलिए मुख्य मुद्दा आंतरिक फ्लिप फ्लॉप को नियंत्रित करना और निरीक्षण करने की मुश्किल था इसलिए अनिवार्य रूप से DFT तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसलिए उनमें से एक पर हम यहां चर्चा करेंगे वे आंतरिक फ्लिप फ्लॉप को आसानी से नियंत्रणीय और अवलोकनीय बनाने की कोशिश करते हैं नियंत्रण का मतलब है कि आप उन्हें किसी भी वैल्यू में आरंभ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अवलोकनीय का अर्थ है कि हम जब चाहें अपने वैल्यूज को देख या पढ़ सकते हैं इसलिए यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही रोचक बात है आप इसे कोरोलरी कह सकते हैं तो हम सीक्वेंशियल सर्किट टेस्ट जनरेशन की समस्या को एक कांबिनेशनल सर्किट टेस्ट जनरेशन समस्या में परिवर्तित कर रहे हैं कैसे मुझे सिर्फ आपको योजनाबद्ध रूप से दिखाने दें तो एक योजनाबद्ध अर्थ में एक सीक्वेंशियल सर्किट इस तरह दिखता है यह कॉम्बिनेशन सर्किट हिस्सा है ये फ्लिप फ्लॉप हैं आपके पास इनपुट आते हैं आउटपुट जा रहे हैं और कुछ आउटपुट फ्लिप फ्लॉप पर आ रहे हैं कुछ इस तरह अब हम जो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये मेरे प्राथमिक इनपुट हैं ये मेरे प्राथमिक आउटपुट हैं आम तौर पर एक क्लासिकल सीक्वेंशियल सर्किट टेस्टिंग में मेरे पास केवल इनपुट और आउटपुट होते हैं इसलिए इस PI के माध्यम से हम फ्लिप फ्लॉप्स को इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं यही वजह है कि समस्या जटिल हो जाती है लेकिन अगर हमारे पास कोई मैकेनिज़्म है तो मान लें कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स को आप आसानी से मनचाहा वॉल्यू दे सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि इन इनपुटस को भी आसानी से सेट किया जा सकता है हम उन्हें सुडो प्राइमरी इनपुट के रूप में कहते हैं इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि हम फ्लिप फ्लॉप के वैल्यूज को आसानी से देख सकते हैं तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम कॉम्बिनेशन सर्किट के इन आउटपुट को भी देख सकते हैं क्योंकि यह दो आउटपुट है जो फ्लिप फ्लॉप में जा रहे हैं इन्हें सुडो प्राइमरी आउटपुट कहा जाता है इसलिए आप एक बार यह देख लें फिर मैं अपना फ्लिप फ्लॉप भूल सकता हूं इसलिए मैं इस पूरे मामले को एक कॉम्बिनेशन सर्किट के रूप में मान सकता हूं जहां PI और PPI मेरे इनपुट हैं PO और PPO मेरे आउटपुट हैं और मैं यहां सभी फॉल्ट्स का पता लगाने के लिए एक कॉम्बिनेशन सर्किट टेस्ट पैटर्न जनरेटर का उपयोग कर सकता हूं इसलिए मैं अब फ्लिप फ्लॉप के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूं लेकिन निश्चित रूप से फ्लिप फ्लॉप का टेस्ट कैसे करें कि हमें अलग से संबोधित करना होगा इसलिए डीएफटी तकनीकों के बारे में बात करते हुए मोटे तौर पर उन्हें एड हॉक या संरचित तकनीकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अब एड हॉक तकनीक जैसा कि नाम से पता चलता है कि वे वास्तव में एड हॉक हैं वे तकनीकों का एक संग्रह हैं इसका मतलब है कि डो'स एंड डोंट'स do's and dont's की एक लंबी सूची तो कुछ डिजाइनरों अनुभवी डिजाइनरों ने उन्हें एक सूची प्रदान की है कि आपको एक क्लॉक नहीं मिलनी चाहिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपका सर्किट टेस्टिंग के दृष्टिकोण से थोड़ा बेहतर होगा लेकिन संरचना तकनीक पूरी तरह से समस्या को हल कर सकती है जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है अब यहाँ हम स्कैन पाथ अप्रोच को देख रहे हैं स्कैन पाथ अप्रोच पार्शियल स्कैन लेबल सेंसेटिव स्कैन डिजाइन और कई अन्य मे भिन्नताएं हैं लेकिन अगर आप स्कैन पथ के पीछे मूल विचार को देखते हैं तो आपको यह महसूस होगा कि वास्तव में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सीक्वेंशियल सर्किट का मॉडल है जो मैंने अभी दिखाया था कि आपके पास एक कांबिनेशनल लॉजिक है जहां प्राथमिक इनपुट और प्राथमिक आउटपुट आ रहे हैं और जा रहे हैं आपके पास फ्लिप फ्लॉप हैं जो एक क्लॉक द्वारा फीड जाते हैं अब ये आउटपुट हम अगले राज्य के रूप में संदर्भित करते हैं और ये इनपुट जो फ्लिप फ्लॉप से आ रहे हैं उन्हें वर्तमान स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है तो आप देखते हैं कि जब भी कोई क्लॉक आती है तो क्लॉक का सक्रिय एज आता है तो जो कुछ भी यहां है वह संग्रहीत हो जाता है इसलिए अगली स्टेट वर्तमान स्टेट बन जाएगी इसलिए हर क्लॉक के साथ यह अगली स्टेट यहां आएगी यह वर्तमान स्थिति बन जाएगी और अगली आउटपुट जो यहां से निकलती है वह नई अगली स्टेट बन जाएगी यह प्रक्रिया जारी है अब हम टेस्टेबिलिटी तकनीक के लिए स्कैन पथ डिजाइन पर आते हैं अब जैसा कि मैंने कहा यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में से एक है तो हम क्या करें हम एक कन्वेंशनल सीक्वेंशियल सर्किट को इस तरह से शुरू करते हैं इसलिए यहां स्कैन पथ की कोई अवधारणा नहीं है हम इसे एक गैर स्कैन सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं तो हम एक स्वचालित उपकरण का उपयोग करके इस सर्किट को बहुत आसानी से संशोधित कर सकते हैं जिसे स्कैन पथ के रूप में कहा जाता है यह हम देखेंगे कि स्कैन पथ क्या है तो वास्तव में क्या किया जाता है यहां देखें हम कह रहे हैं कि हम इस सर्किट को संशोधित कर रहे हैं वास्तव में आप पहले हिस्से को संशोधित नहीं कर रहे हैं आप इस हिस्से को फ्लिप फ्लॉप की ओर संशोधित कर रहे हैं इसलिए हम वास्तव में क्या कर रहे हैं हम फ्लिप फ्लॉप को रिप्लेस कर रहे हैं आमतौर पर D फ्लिप फ्लॉप को उन्हें एक और अधिक काम्प्लेक्स वर्जन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जिसे स्कैन फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है तो एक स्कैन फ्लिप फ्लॉप अनिवार्य रूप से एक D फ्लिप फ्लॉप है जिसके पहले 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर है तो एक मल्टीप्लेक्सर एक D फ्लिप फ्लॉप के बाद एक स्कैन फ्लिप फ्लॉप है इसलिए हम इस स्कैन फ्लिप फ्लॉप को एक उपयुक्त तरीके से इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि हम चाहें तो इसे शिफ्ट रजिस्टर के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकें हम बाहर से एक अतिरिक्त अतिरिक्त इनपुट जोड़ते हैं हम इसे टेस्ट कंट्रोल इनपुट के रूप में कहते हैं और हम 2 और इनपुट और आउटपुट लाइनें जोड़ते हैं जिसे Scanin और Scanout कहा जाता है जो कि शिफ्ट रजिस्टर के इनपुट और शिफ्ट रजिस्टर v के आउटपुट के रूप में होता है इसलिए यह विचार काफी सरल है कि मेरा बाहर से टेस्ट कंट्रोल है इसलिए यदि मैंने इसे एक पर सेट किया है तो मेरी सभी स्कैन फ्लिप फ्लॉप को एक शिफ्ट रजिस्टर के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाएगा अब एक बार इसे शिफ्ट रजिस्टर के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है मैं अपने Scanin पिन से बाहर से कुछ डेटा फ़ीड कर सकता हूं और मैं सभी फ्लिप फ्लॉप डेटा को क्रमिक रूप से स्थानांतरित कर सकता हूं इसलिए मैं उन्हें बहुत आसानी से शुरू कर सकता हूं इसी तरह अगर मैं क्लॉक्स को लागू करता हूं तो इस Scanout पिन से शिफ्ट रजिस्टर डेटा को स्थानांतरित कर दिया जाएगा इसलिए मैं फ्लिप फ्लॉप की स्थिति का भी निरीक्षण कर सकता हूं तो यह मूल विचार है कि हम कैसे कंट्रोलेबिलिटी और ऑबजरबेबिलिटी संबंधी समस्याओं को हल कर रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि एक स्कैन फ्लिप फ्लॉप अनिवार्य रूप से एक पारंपरिक फ्लिप फ्लॉप है जिसके पहले 2 टू 1 मल्टीप्लेक्सर है इसलिए यहां मैं गेट्स का उपयोग करके एक क्लासिकल डायग्राम दिखा रहा हूं लेकिन निश्चित रूप से वास्तविक VLSI चिप में इन्हें MOS ट् ट्रांजिस्टरस का उपयोग करके लागू किया जाएगा लेकिन आइए हम गेट्स का उपयोग करके एक त्वरित मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो जैसा कि आप सामान्य B फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव प्रकार में देख सकते हैं कि 10 गेट हैं और मल्टीप्लेक्सर के लिए आपके लॉजिक ओवरहेड 4 अतिरिक्त गेट होंगे और यह TC जो इस मल्टीप्लेक्सर का चुनिंदा इनपुट है अगर मैं इसे 1 पर सेट करता हूं यह मेरी नॉर्मल मोड होगी D इनपुट इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर जाएगा मल्टीप्लेक्सर D का चयन करता है लेकिन अगर TC इस आरेख में 0 के बराबर है जो मेरा टेस्ट मोड है जहां मेरे पास एक और इनपुट है जिसे मैं स्कैन डेटा या SD कह रहा हूं यह SD इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर आएगा इसलिए मल्टीप्लेक्सर SD का चयन करता है तो TC के मान के आधार पर या तो D या SD का चयन किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप के लिए 10 गेट्स की आवश्यकता होती है और इसके लिए 14 गेट्स की आवश्यकता होती है इसलिए प्रति स्कैन फ्लिप फ्लॉप पर 4 गेट्स का ओवरहेड होता है अब यह डायग्राम दिखाता है कि हमने स्कैन फ्लिप फ्लॉप के रूप में उन्हें कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे सर्किट को कैसे संशोधित किया है हमें इस सर्किट में एक बार फिर से जाने दें आप इस सर्किट को देखते हैं जहां इनपुट D TC SD क्लॉक और Q बार सामान्य रूप से आवश्यक नहीं हैं इसलिए केवल Q इसलिए अगर मैं इसे एक योजनाबद्ध के रूप में दिखा सकता हूं तो यहां बताएं कि मैं इसे एक ब्लैक बॉक्स के रूप में दिखाता हूं यह मेरा तथाकथित स्कैन फ्लिप फ्लॉप है तो मेरे स्कैन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्या हैं मेरे पास एक टेस्ट कंट्रोल इनपुट है मेरे पास एक D इनपुट है मेरे पास एक SD इनपुट है और मेरे पास एक क्लॉक है आउटपुट में हम कहते हैं कि मेरे पास Q है यह एक स्कैन फ्लिप फ्लॉप का मेरा स्कीमेटिक है अब इस स्कीमेटिक का उपयोग करते हुए मैं अगले डायग्राम समझाऊंगा इसलिए यहां मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूं जहां 3 फ्लिप फ्लॉप थे सामान्य रूप से नॉन स्कैन वर्जन में यह फ्लिप फ्लॉप आउटपुट सीधे इनपुट पर आ रहे थे पिछले डायग्राम की तरह मैंने दिखाया कि मुझे इस डायग्राम को वापस लेने दो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के रूप में आ रहा है यह फ्लिप फ्लॉप का सामान्य वर्जन था अब मैं यहां कुछ बदलाव कर रहा हूं तो आप किस तरह के बदलाव देखते हैं टेस्ट कंट्रोल इनपुट इन सभी स्कैन फ्लिप फ्लॉप के TC इनपुट पर जा रहा है कॉम्बीनेशनल सर्किट आउटपुट D इनपुट में जा रहा है और स्कैन फ्लिप फ्लॉप आउटपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक के इनपुट पर वापस जा रहा है जैसे यह था लेकिन जो अतिरिक्त काम हमने किया है वह यह है कि हमने एक Scainin इनपुट जोड़ा है जो पहले फ्लिप फ्लॉप के SD इनपुट में जा रहा है और इस एक का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के SD इनपुट में जा रहा है यह होने जा रहा है इस और अंत में यह आउटपुट भी Scanout के रूप में निकल रहा है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि TC 0 के बराबर है तो इनपुट मल्टीप्लेक्सर में मेरी इस SD लाइन को चुना जाएगा तो अब मेरा सर्किट एक शिफ्ट रजिस्टर होगा आप देखेंगे कि यह भाग चुना जाएगा इसलिए शिफ्ट रजिस्टर के रूप में कॉन्फ़िगर करके मैं Scanin से किसी भी डेटा में शिफ्ट कर सकता हूं इसलिए मैं अपने फ्लिप फ्लॉप को इनिशियलाइज़ कर सकता हूं या फ्लिप फ्लॉप की स्थिति का अवलोकन कर सकता हूं तो यह वह है जो वास्तव में हम स्कैन आधारित डिजाइन में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसका मतलब हैं जैसा कि मैंने कहा कि हम एक सीक्वेंशियल टेस्ट जनरेशन की समस्या में कांबिनेशनल टेस्ट जनरेशन की समस्या की जटिलता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ स्कैन डिजाइन नियमों का अर्थ तैयार किया गया है जिसे एक डिजाइनर को पालन करना होगा तो नियम आप आसानी से सिर्फ पिछले डायग्राम के साथ कोरिलेट कर सकते हैं यह डायग्राम जो हमने दिखाया था पहले वाले का कहना है कि केवल क्लॉक D फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाना चाहिए तो आपको JK या SR फ्लिप फ्लॉप का उपयोग नहीं करना चाहिए अब वास्तव में यह VLSI सर्किट के लिए सत्य है क्योंकि VLSI में D टाइप फ्लिप फ्लॉप को लागू करना बहुत आसान है क्योंकि अन्य प्रकार के फ्लिप फ्लॉप का मतलब SR या JK है तो यह एक धारणा है जिसे आज लगभग सार्वभौमिक रूप से पालन किया जाता है और जैसा कि मैंने कहा हमें कम से कम एक अतिरिक्त प्राथमिक इनपुट पिन टेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता है और सभी क्लॉक्स को सीधे फीड किया जाना चाहिए इसका मतलब है यह यहाँ की तरह एक gated क्लॉक नहीं होनी चाहिए आप यहाँ देखते हैं हालाँकि आपने क्लॉक्स को नहीं दिखाया है जहाँ क्लॉक्स सीधे 3 स्कैन फ्लिप फ्लॉप में जा रही हैं ताकि वे शिफ्ट रजिस्टर मोड s में काम कर सकें इसलिए क्लॉक सिग्नल को फ्लिप फ्लॉप के लिए कोई डेटा इनपुट नहीं देना चाहिए यह डिजाइन नियमों में से एक है इसका उपयोग रेस की स्थिति से बचने के लिए किया जाता है क्योंकि क्लॉक स्क्यू और अन्य समस्याओं के आधार पर जो डेटा फ्लिप फ्लॉप में संग्रहीत हो रहा है शायद गलत है इसलिए यहां मैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिखा रहा हूं इस सर्किट को मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा कि यह अब एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसा दिखता है तो अब इनपुट PI और वर्तमान स्टेट होगी आउटपुट PO और अगले स्टेट होंगे मान लीजिए कि मैं अपने टेस्ट वैक्टर को उत्पन्न करने के लिए एक कॉम्बिनेशनल ATPG उपकरण का उपयोग करता हूं तो ये मेरे इनपुट हैं ये मेरे आउटपुट हैं तो हम कहते हैं कि ATPG उपकरण ने मुझे ये टेस्ट वैक्टर दिए हैं I1 S1 इनपुट है और O1 N1 अपेक्षित आउटपुट है तो I2 S2 मेरा दूसरा इनपुट है O2 N2 मेरा दूसरा अपेक्षित आउटपुट है लेकिन यहां समस्या यह है कि जिस तरह से हमने इस सर्किट को यहां कॉन्फ़िगर किया है PI हिस्सा जिसे आप सीधे फीड कर सकते हैं यह हमारी वर्तमान स्टेट है यह हमारा अगला स्टेट है अब जो कुछ भी मेरी वर्तमान स्टेट है मुझे फ्लिप फ्लॉप को उन वैल्यूज के साथ लोड करना होगा जो यहांआएंगे तो यह समान रूप से किया जा सकता है जिसे क्रमबद्ध रूप से शिफ्ट रजिस्टर मोड में स्थानांतरित किया जाना है इसलिए वर्तमान स्टेट को क्रमिक रूप से लागू किया जाना है क्योंकि यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि TC 0 के बराबर है क्योंकि डायग्राम में TC 0 का मतलब टेस्ट मोड है इसी तरह TC को 0 के बराबर सेट करने के बाद अगले चरण को क्रमिक रूप से मनाया जाना चाहिए इसलिए यह डायग्राम दिखाता है की समय की अधिकता में क्या होता है बाएं से दाएं यह समय की अधिकता है तो मैं एक तरफ सर्किट के इनपुट और आउटपुट दिखा रहा हूं PI मेरा इनपुट है Scanin एक एकल इनपुट है TC एक इनपुट है PO मेरे आउटपुट हैं Scanout एक और आउटपुट है अब आप इस तालिका का उल्लेख करते हैं पहले टेस्ट वेक्टर के लिए मुझे I1 S1 को लागू करना है मैं इस O1 N1 को आउटपुट के रूप में देख रहा हूं इसलिए मैं पहले क्या करता हूं मैंने टेस्ट कंट्रोल को 0 पर सेट किया और क्रमिक रूप से मैं स्कैन 1 के माध्यम से S 1 में शिफ्ट हो गया यह S 1 मेरा था यह हिस्सा वर्तमान स्टेट का हिस्सा था इसलिए मैं TC1 से 0 सेट करते समय S1 में क्रमिक रूप से स्थानांतरण कर रहा हूं इस समय के दौरान PI की डोंट केयर don't care हो सकती है यह ठोस नीला क्षेत्र डोंट केयर don't care रेंडम बिट्स को इंगित करता है लेकिन जब मैंने स्थिति में बदलाव किया है तो उसके बाद अब यह S1 पहले से ही फ्लिप फ्लॉप में है अब मैं लागू कर सकता हूं मैं 2 चीजें एक साथ कर सकता हूं टेस्ट कंट्रोल जिसे मैंने 1 पर सेट किया है अब यह एक सामान्य मोड है जो मैं इस I1 को सीधे प्राथमिक इनपुट पर लागू करता हूं इसलिए अब मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट डिले के प्राथमिक आउटपुट का निरीक्षण कर सकता हूं इनपुट्स लागू करने के बाद आप यहां देखते हैं इसलिए कुछ आउटपुट प्राथमिक आउटपुट में जा रहे हैं और कुछ आउटपुट N 1 पर जा रहे हैं लेकिन यह अभी तक फ्लिप फ्लॉप में संग्रहीत नहीं किया गया है तो अगली लॉक आने के बाद यह संग्रहीत हो जाएगा तो मैं क्या करूं मैं फिर से TC को 0 पर सेट करता हूं मैं क्लॉक्स लगाता हूं और स्कैनआउट के जरिए N1 के बिट्स सामने आएंगे इसलिए मैं S1 को क्रमिक रूप से लागू कर रहा हूं I1 को समानांतर रूप से लागू कर रहा हूं और O1 को समानांतर रूप से देख रहा हूं N1 क्रमिक रूप से देख रहा हूं अब एक बात जबकि N1 को समानांतर में स्थानांतरित किया जा रहा है मैं अगले वेक्टर की वर्तमान स्टेट में भी स्थानांतरित कर सकता हूं यहाँ की तरह जब मैं N1 देख रहा हूँ तो मैं S2 में समानांतर रूप से शिफ्ट हो सकता हूँ क्योंकि यह एक सिंगल शिफ्ट रजिस्टर है एक आउटपुट है एक इनपुट भी है इसलिए इनपुट लाइन Scanin के माध्यम से मैं अगले एक को बदलना शुरू कर सकता हूं तो इस तरह से यह हो सकता है इसलिए यदि आप एक साधारण गणना को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप तथाकथित स्कैन सीक्वेंस लेंथ निर्धारित कर सकते हैं तो स्कैन सीक्वेंस लेंथ क्या है यह बताता है कि कुल कितने क्लॉक साइकिल्स की आवश्यकता है यहां की तरह टाइम के टर्म्स मे कुल कितने क्लॉक साइकिल्स की आवश्यकता है बस एक चीज को देखने के लिए आप अंतिम को देखते हैं हम इसे पैटर्न कहते हैं इसलिए जब आप अंतिम पैटर्न के लिए N का निरीक्षण कर रहे हैं तो उसके लिए इस Scanin में शिफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है यह हिस्सा खाली हो जाएगा इसलिए यहां मैं इसे केवल एक छोटा सा स्नैप शॉट दिखा रहा हूं इसलिए यह पहले से ही मैंने उल्लेख किया है तो कुल स्कैन सीक्वेंस लेंथ यदि आप एक सरल गणना करते हैं तो यह ns प्लस 1 टेस्ट वैक्टर की संख्या में होगा तो ns प्लस 1 क्यों यह ns है यह 1 2 3 4 5 6 7 यह ns है यहाँ के लिए यह 1 है और आप सभी टेस्ट वैक्टर के लिए इसे दोहराते हैं और आखिरी के लिए आपको अंतिम n को बाहर करने के लिए एक और ns की आवश्यकता है तो यह मेरी एक्सप्रेशन है तो nc आपके द्वारा उत्पन्न टेस्ट वैक्टर की संख्या है और ns फ्लिप फ्लॉप की संख्या है तो यह लगभग ns और nc के उत्पाद के समानुपाती है इसलिए यहां मैं वास्तविक संख्यात्मक मानों के साथ एक छोटा सा उदाहरण दिखा रहा हूं बता दें कि हमारे पास 3 इनपुट 2 आउटपुट और 3 फ्लिप फ्लॉप या स्टेट वेरिएबल्स के साथ एक सर्किट है मान लीजिए कि एक टेस्ट जनरेटर ने इन 4 टेस्ट पैटर्न उत्पन्न किए हैं इसलिए मैं इस डायग्राम diagram का एक हिस्सा दिखा रहा हूं इसे स्कैन सीक्वेंस कहा जाता है मैं क्लॉकवॉइस के साथ औपचारिक तालिका में इस स्कैन सीक्वेंस का केवल एक हिस्सा दिखा रहा हूं आप पहले पैटर्न के लिए देखते हैं वर्तमान स्टेट 1 0 0 है इसलिए हमें पहले इस क्रमिक रूप से स्थानांतरित करें इसलिए इसके लिए हम TC से 0 सेट कर रहे हैं हम Scanin 1 0 पर शिफ्ट कर रहे हैं इस समय के दौरान प्राथमिक इनपुट डोंट केयर don't care हैं और PO और Scanout जो हम नहीं जानते हैं या यह खाली हो सकता है इसके बाद मैंने TC को 1 पर सेट किया और मैं इस संबंधित PI 0 1 0 को लागू करता हूं मैं 0 1 0 को लागू करता हूं इसलिए जब आप 0 1 0 को लागू करते हैं तो अपेक्षित प्राथमिक आउटपुट 0 1 कुछ देरी के बाद दिखाई देगा तो पीओ को 0 1 मिलेगा लेकिन अब अगले भाग के दूसरे भाग का निरीक्षण करने के लिए जो 1 0 1 है मैं क्या करूं मैंने फिर से TC को 0 पर सेट लागू किया क्लॉक्स लगाईं इसलिए हमारा स्कैनआउट मुझे 1 0 1 मिलेगा अब जब मैं यह कर रहा था तो मैं अगली वर्तमान स्टेट में भी शिफ्ट हो सकता हूँ 2 चीजें ओवरलैप हो रही हैं इसलिए यह जारी रहेगा मैंने केवल प्रक्रिया का एक छोटा सा स्नैप शॉट दिखाया है अब स्कैन टेस्टिंग टाइम के बारे में बात करते हुए अच्छी तरह से हमने केवल कॉम्बिनेशन टेस्ट वैक्टर लागू करने के तरीके के बारे में बात की है लेकिन फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर के बारे में क्या अब शिफ्ट रजिस्टरों के टेस्टिंग के लिए एक मानक तरीका है इसलिए यह कहता है कि आप इस तरह शिफ्ट सीक्वेंस 0 0 1 1 0 0 1 1 लागू करें आइए एक उदाहरण लेते हैं और दिखाते हैं आइए हम बताते हैं कि इसका क्या मतलब है हम कहते हैं कि मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप हैं वे शिफ्ट रजिस्टर के रूप में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसलिए समय में मैं केवल 0 आवेदन कर रहा हूं मैं इस तरह दिखा रहा हूं यह मेरे एक्सेस ऑफ टाइम 0 0 1 1 0 0 0 1 इस तरह है यह पैटर्न मैं आवेदन कर रहा हूं तो पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में एक बिट डिले के बाद यह बिट दिखाई देगा और यह एक बाहर आ जाएगा फिर एक बिट डिले के बाद यह बिट यहां दिखाई देगा 1 1 0 0 फिर अगले अगले बाहर निकल जाएगा तो यहाँ एक बार फिर बिट डिले के बाद यह आएगा यह 0 बाहर आ जाएगा तो अब आप देखते हैं कि आप प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं सभी फ्लिप फ्लॉप को देखें देखें कि फ़्लॉप फ्लॉप 0 से 0 0 से 1 1 से 1 और 1 से 0 तक बदल रहा है इसलिए मैं सभी संभावित बदलावों के लिए फ़्लॉप फ़्लॉप की टेस्टिंग कर रहा हूँ यही है कि हम फ्लिप फ्लॉप का टेस्ट कैसे करें की प्रत्येक लॉजिक मान को संग्रहीत करें और इसमें सभी संभव बदलाव भी हो तो बस इस पैटर्न को सीरियली रूप से लागू करके और अगर मैं यह देखता हूं कि यह वही या अपेक्षित पैटर्न यहां से निकल रहा है तो मुझे यकीन है कि ये सभी फ्लिप फ्लॉप और साथ ही उनके इंटरकनेक्ट वे सही तरीके से काम कर रहे हैं इस प्रकार यह शिफ्ट रजिस्टर टेस्ट की टेस्टिंग की जाती है या किया जाता है तो आवश्यक क्लॉक साइकिल की कुल संख्या या बिट्स की संख्या ns प्लस 4 होगी ns फ्लिप फ्लॉप की संख्या होगी और इस 0 0 1 1 के लिए न्यूनतम 4 बिट्स आवश्यक हैं तो 0 0 1 1 प्लस फ्लिप फ्लॉप की संख्या जो कई क्लॉक्स की आवश्यकता होती है तो अब कुल स्कैन टेस्ट टाइम या स्कैन सीक्वेंशियल लेंथ न केवल यह होगा साथ ही इस अतिरिक्त ns प्लस 4 को भी जोड़ा जाएगा तो बस एक छोटा सा उदाहरण अगर हमारे पास एक सर्किट 2000 फ्लिप फ्लॉप और 500 टेस्ट वैक्टर हैं तो टेस्ट लेंथ लगभग ns और nc का प्रोडक्ट होगा यह डोमिनेंट टर्म है इसलिए यह लगभग एक मिलियन होगा इसलिए टेस्टिंग धीमी हो जाती है इसमें कोई संदेह नहीं है और इसका मतलब यह है कि एक और चीज भी आपको याद रखनी चाहिए लेकिन हम रेटेड क्लॉक फ्रिकवेंसी पर सर्किट पर टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम फ्लिप फ्लॉप में डेटा में शिफ्ट कर रहे हैं तब आप इनपुट लागू कर रहे हैं और आउटपुट देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यह सर्किट 1 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करने वाला है हम लगातार 1 गीगाहर्ट्ज़ में इनपुट लागू कर रहे हैं और आउटपुट की जाँच नहीं कर रहे हैं इसलिए हम गति टेस्टिंग के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं हम इसे धीमी गति से कर रहे हैं इसलिए स्कैन ओवरहेड्स के बारे में बात कर रहा है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि टेस्ट कंट्रोल के लिए कम से कम एक अतिरिक्त पिन आवश्यक है अब इस Scanin और Scanout के संबंध में हम उन्हें PI और Pout पिन के साथ साझा कर सकते हैं क्योंकि यदि आपने उस डायग्राम को देखा था तो आप देख सकते हैं कि हम कभी भी एक साथ scanin और PI का उपयोग नहीं करते हैं या हम कभी भी PO और स्कैनआउट का एक साथ उपयोग नहीं करते हैं केवल टेस्ट मोड में मैं Scanin और Scanout का उपयोग करता हूं हम PI और POका उपयोग नहीं करते हैं तो हम उन पिन को Scanin और Scanout के लिए साझा कर सकते हैं लेकिन TC के लिए कम से कम एक पिन आवश्यक है गेट ओवरहेड यह होगा ng कॉम्बिनेशन लॉजिक में गेट्स की कुल संख्या है साथ ही यदि ns फ्लिप फ्लॉप की संख्या है इसलिए मूल रूप से प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप में दस गेट थे अब जब आपने मल्टीप्लेक्सर को जोड़ा तो 4 अतिरिक्त गेट थे तो 4 ns इससे विभाजित होते हैं यह प्रतिशत गेट ओवरहेड होगा तो सिर्फ एक यथार्थवादी आंकड़ा यदि आपके फाटकों की संख्या 100 k में लगभग एक लाख है फ्लिप फ्लॉप की संख्या लगभग 2000 2 k है तो आपका ओवरहेड लगभग 67 प्रतिशत पर आ जाएगा लेकिन निश्चित रूप से हमने इंटरकनेक्ट और अन्य चीजों के कारण ओवरहेड्स को नजरअंदाज कर दिया है जिन्हें यहां शामिल करने की भी आवश्यकता होगी और प्रदर्शन के संबंध में हमने संयोजन पथ में एक मल्टीप्लैक्सर जोड़ा है तो यह लगभग 2 गेट डिले होगी इसलिए सर्किट धीमा हो जाएगा इसी प्रकार फ्लिप फ्लॉप में पहले एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सीधे कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट पर आ रहा था लेकिन अब हर स्कैन फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट न केवल कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट पर आ जाएगा बल्कि इनपुट पर भी आएगा अगले स्कैन फ्लिप फ्लॉप की तो फैनआउट 2 बन जाता है तो क्लॉक भी डिग्रेडेड जाएगी तो आमतौर पर 5 6 प्रतिशत की गिरावट होती है इसलिए इस व्याख्यान में हमने देखा है कि हम कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर और अतिरिक्त समय का उपयोग कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट के टेस्टिंग की समस्या को दूर करने के लिए काफी अतिरिक्त समय लेकिन आप देखते हैं कि ये अतिरिक्त समय और प्रदर्शन में गिरावट स्वीकार्य है या आप देखते हैं कि स्वीकार्य होना चाहिए क्योंकि अन्यथा इन प्रकारों के इन सर्किटों का टेस्ट करना असंभव होगा जिन्हें हमने आज निर्मित किया है इसलिए टेस्टबिलिटीज़ के लिए डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जो आज चिप डिजाइन का हिस्सा और पार्सल है